नमस्कार मित्रों कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स के विषय को जारी रखेंगे जैसे कि मैंने कल विषय की शुरुआत में बताया था फार्माकोडायनामिक्स वह है जो ड्रग शरीर में करती है तो यदि आपको संक्रमण है तो दवा जाएगी और बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगी अगर किसी को कैंसर है तो दवा जा कर कैंसर सेल को मार सकती है फार्माकोकाइनेटिक्स वह है जो शरीर ड्रग के साथ करता है क्योंकि शरीर ड्रग को चयापचय करना शुरू कर देगा शरीर ड्रग को बाहर निकालना शुरू कर देगा ऊतक अवशोषण तो कई चीजें हो सकती हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग की सान्द्रता कम होती जाती है ड्रग समाप्त होती जाती है तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल ड्रग की सान्द्रता बनाम समय का वर्णन करता है फार्माकोडायनामिक्स मॉडल ड्रग के प्रभाव बनाम सान्द्रता के संबंध का वर्णन करता है तो यदि आपके पास ड्रग की अलग अलग सांद्रता है तो क्या प्रभाव पड़ता है और वास्तव में इसी प्रकार तो कल हमने सिर्फ एक कम्पार्टमेंट मॉडल पर थोड़ी बात की थी तो हम पूरे शरीर को एक कम्पार्टमेंट के रूप में मान लेते हैं हम ऊतकों और विभिन्न अंगों के बीच अंतर नहीं कर रहे हैं और अगर यह एक एकल IV अंतःशिरा बोलस के रूप में दिया गया है तो हम कहते हैं कि पूरी दवा को एक शॉट में दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि पूरी दवा 0 समय के भीतर गई है यह एक तेज इनपुट की तरह है Co DV C Co e ket हम इसे डायरक डेल्टा फ़ंक्शन कहते हैं और इसी प्रकार तो उस उदाहरण में अगर यह शुरू में एक IV बोलस है तो पूरी दवा प्लाज्मा में होती है और फिर उन्मूलन और चयापचय के कारण यह नीचे जाने लगती है तो हम इसे पहले ऑर्डर का रिएक्शन मान सकते हैं माफ कीजिएगा पहले ऑर्डर का उन्मूलन C C0 e ke t ke उन्मूलन है t समय है C0 यहाँ अधिकतम सांद्रता है लेकिन अगर यह एक मौखिक खुराक है तो दवा धीरे धीरे अवशोषित होगी इस तरह यह जाती है और फिर पहुंचती है और नीचे आती है तो यह हिस्सा अभी भी इस समीकरण का एक्स्पोनेंशियल विघटन हो रहा है जबकि इस हिस्से का विवरण देने के लिए हमें कुछ और चाहिए इस बारे में हम बाद में बात करेंगे तो अगर यह मौखिक खुराक है और आपको यह ग्राफ मिलता है तो मैंने कहा कि हम यहां लाइन खींचते हैं और स्लोप आपको ke2303 देगा और यदि आप इसे यहां बढ़ाते हैं जहां यह वाई अक्ष को छूता है यदि आप एंटीलॉग लेते हैं तो आपको C0 मिलता है बेशक याद रखें कि यह भाग सांद्रता का लघुगणक है और यह भाग समय है और इस वजह से आपके पास यहां एक लघुगणक होना चाहिए तो यह एक कम्पार्टमेंट मॉडल बोलस ऐड्मिनिस्ट्रेशन है और जैसा कि मैंने कहा कि अगर यह मौखिक है तो निश्चित रूप से हमें कुछ की जरूरत है जीआई के माध्यम से अवशोषण के लिए एक और अतिरिक्त टर्म • Volume of distribution V DOSE Co • Plasma clearance Cl Ke V • plasma half life t12 directly from graph or t12 0693 Ke • Bioavailability o iv लेकिन इससे पहले आइए हम इसे देखते हैं वितरण की मात्रा V खुराकC0 द्वारा दी गई है प्लाज्मा क्लीयरेंस है Ke एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट V t 12 0693Ke और फिर जैव उपलब्धता AUC है यदि यह मौखिक है जो वक्र के नीचे का क्षेत्र है यदि यह मौखिक है वक्र के नीचे का क्षेत्र IV है क्योंकि जब आप IV देते हैं तो पूरी दवा प्लाज्मा में आ जाती है तो मौखिक खुराक यदि मौखिक खुराक के रूप में दिया जाए तो तो हमारे पास एक कंपार्टमेंट मॉडल है जिसमें दवा को अवशोषित होना होगा तो यहाँ एक अवशोषण रेट कांस्टेंट आएगा और फिर निश्चित रूप से Ke के माध्यम से यह समाप्त हो जाएगी तो यह सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है Xg अवशोषित होने वाली दवा की मात्रा है तो हम मॉडल dXg dt ka Xg लिख सकते हैं तो Xg Xg0 e ka t k समय तो ka अवशोषण रेट कांस्टेंट है यह नीचे जाने लगती है क्योंकि Xg0 यह नीचे जाने लगती है dXgdt ka Xg Xg Xgo e -kat F D e -kat V dCdt ka Xg - ke V C ka F D e -kat - ke V C तो इस Xg0 को F अंश अवशोषित लिखा जा सकता है जो कि जैवउपलब्धता D है जो कि डोज़ है e पॉवर ke t और फिर अंतरिक दवा की सांद्रता के लिए यदि आप इसे C मान लेते हैं जो कि एक प्लाज्मा सांद्रता है और जो V dCdt ka Xg के द्वारा दिया गया है जो ke V C में आ रहा है ke उन्मूलन है और Xg को हम यहाँ इस से बदल सकते हैं तो हमारे पास इस प्रकार V dCdt है यह हल हो सकता है यह बहुत बड़ी बात नहीं है कैल्कुलस पहले क्रम के अंतर समीकरण तो आपको C FDka के लिए एक समीकरण मिलता है जो कि अवशोषण रेट कांस्टेंट V वितरण की मात्रा है ka ke e power ke te ka t है तो हमारे पास 2 एक्स्पोनेंशियल टर्म है जो प्लाज्मा से उन्मूलन से संबंधित है यह रक्तप्रवाह में अवशोषण से संबंधित है यदि आप हमारे पुराने समीकरण को देखें यदि यह एक IV बोलस है तो आपके पास इस तरह का केवल एक समीकरण होगा जबकि यदि आप मौखिक खुराक लेने जा रहे हैं तो हमारे पास ये 2 टर्म हैं तो हमारे पास 2 ke और ka है ka अवशोषण रेट कांस्टेंट है और ke उन्मूलन रेट कांस्टेंट है तो यह वह समीकरण है जिसे हमें हल करने की आवश्यकता है तो समय के फंक्शनके हिसाब से सांद्रता बढ़ेगी क्योंकि k का अवशोषण होगा और फिर निश्चित रूप से उन्मूलन होना शुरू होता है तो यह इस तरह से नीचे जाना शुरू कर देगा और निश्चित रूप से जैसे समय बढ़ेगा और अधिक अवशोषण नहीं होता है अब हम इसे पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं टी मैक्स वह समय है जिस पर अधिकतम पीक मिलेगी पुनर्व्यवस्थित करके हम kake 1 ka ke का लघुगणक प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जैसा देख सकते हैं ka को ke की तुलना में अधिक होना ही चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है तो वे कैसे दिखेंगे अगर आप ka 3 घंटा लेते हैं तो तो t पीक पहले घंटे में दिखाई देती है अगर ka 06 है यानी अवशोषण नीचे जाता रहता है यह बहुत बाद में दिखाई देना शुरू करेगा इसका क्या अर्थ है कि यदि जीआई में दवा का अवशोषण कम है तो अवशोषण रेट कांस्टेंट छोटा होता है अधिकतम सांद्रता जो हमारे पास है काफी बाद के समय में दिखाई देना शुरू कर दी है बाद के समय में बाद के समय में और अधिकतम भी कम और कम होती जाति है और कम क्योंकि उन्मूलन भी शुरू हो जाता है तो अवशोषण ज्यादा होना चाहिए जिससे उच्च पीक मिल सके साथ ही जल्दी से जल्दी समय पर तो Ka के उच्च परिमाण के साथ सांद्रता अधिक और जल्दी होती है तो आपको समझने की आवश्यकता है तो यदि मैं बड़ी पीक चाहता हूं और मैं चाहता हूं पीक जल्दी दिखाई दे तो मुझे अवशोषण रेट कांस्टेंट बड़ा रखना होगा अब जैवउपलब्धता यदि जैवउपलब्धता अधिक है अर्थात अधिकतम 1 है तो ऐसा होता है कि जैवउपलब्धता कम कम कम है अधिकतम सांद्रता नीचे होती जाती है तो F को बदलना खुराक बदलने के बराबर है यह नीचे जाता रहता है t पीक वह समय है जिस पर अधिकतम होता है क्योंकि हम ke और ka नहीं बदल रहे हैं बल्कि हम केवल F को बदल रहे हैं तो जैसे जैसे जैव उपलब्धता घटती जाती है अधिकतम नीचे जाता रहता है लेकिन वह समय जिस पर अधिकतम होता है समान रहता है तो यह ध्यान में रखने के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जब आप ड्रग्स फ़ार्मास्यूटिक्स डोजिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहे हैं तो यह सभी देखे जा सकते हैं इन 2 सिमुलेशन के द्वारा ये सिमुलेशन हैं इस सेट के अंतर समीकरण का सिमुलेशन करके या इन मापदंडों के विभिन्न मूल्यों के लिए इस समीकरण का अनुकरण करके एक कंपार्टमेंट के मॉडल में हम सीधा या लीनियर फ़ार्माकोकाइनेटिक्स मान लेते हैं उन्मूलन पहले आर्डर का है और यह कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर खुराक की मात्रा से प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि उन्मूलन पहले आर्डर का है और ये संख्याएं अपरिवर्तनशील रहेंगी चाहे जो भी मेरी खुराक सांद्रता हो तुरंत वितरण जैसे ही दवा को दीया जाता है यह पूरे शरीर में वितरित और संतुलित हो जाती है तो ऐसा होने के लिए कोई समय नहीं दिया जाता ये 2 एक कंपार्टमेंट मॉडल में महत्वपूर्ण धारणाएं हैं हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है यह एक बहुत ही दिलचस्प पीडीएफ है इस पर एक नज़र डालिए जिसमें से मैंने यह जानकारी निकाली है एक दवा जो व्यापक चयापचय के साथ व्यापक निष्कर्षण अनुपात से गुजरती है उसमें अच्छा पहली पास का चयापचय होगा तो एक स्वस्थ व्यक्ति में जैवउपलब्धता बहुत कम होगी क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति में व्यापक चयापचय उच्च निष्कर्षण दर तो F बहुत बहुत कम होगा एक महत्वपूर्ण यकृत की बीमारी वाले रोगी में पहला पास चयापचय कम होगा तो F बहुत अधिक हो सकता है इसका मतलब है कि रक्तप्रवाह में अधिक दवा होगी तो वही समान दवा एक स्वस्थ विषय पर जैवउपलब्धता कम हो सकती है वही समान दवा एक व्यक्ति पर जिसे यकृत की कुछ समस्या है F हो सकता है जैवउपलब्धता अधिक हो सकती है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए खराब घुलनशीलता वाली दवा का विपणन कुछ समय के लिए किया जा चुका है तो एक खुराक के बाद दवा की अधिकतम सांद्रता 08 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर थी जो कि पीक ड्रग है इसका मतलब है कि आप पीक ड्रग सांद्रता जानते हैं लेकिन फिर उन्होंने इसका एक निर्माण किया तो अधिकतम दवा सांद्रता बढ़ गई जैव उपलब्धता 30 से 75 तक चली गई फिर यह विषाक्त हो सकती थी तो किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा तो हम सोच सकते हैं कि मैं जैवउपलब्धता बढ़ाऊंगा मैं अधिकतम दवा सांद्रता में वृद्धि करूंगा लेकिन यह विषाक्तता भी पैदा कर सकता है तो आपको यह ध्यान में रखना होगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है तो 2 कम्पार्टमेंट मॉडल पर जाएं जिसका अर्थ है कि हम ऊतकों को दूसरे कंपार्टमेंट के रूप में मान लेते हैं आपके मुख्य प्लाज्मा को एक कंपार्टमेंट के रूप में एक IV बोलस इंजेक्शन के बाद टिशू क्षेत्र में वितरण होता है ताकि दवा सांद्रता पहले तेजी से घटती है यह उन्मूलन नहीं है लेकिन यह जाती है और PC कंपार्टमेंट में अवशोषित होती है जो कि टिशू कंपार्टमेंट है PC में वितरण तब तक जारी रहता है जब तक कि फ्री सांद्रता CC यानी कि प्लाज्मा में PC में फ्री सांद्रता के बराबर नहीं हो जाती एक बार जब वे संतुलित हो जाते हैं तो ड्रग का प्रवाह PC में होने लगता है लेकिन जब तक वह संतुलित हो रहा होता है प्रवाह शुरू नहीं होता अब दवा CC से बाहर होने लगती है तो मेटाबॉलिज्म और उस सब से गुजरती है तो जैसे जैसे दवा की सांद्रता बाहर होती जाती है सांद्रता कम होने लगती है तो जो भी दवा PC में मौजूद है वह CC में वापस प्रवाहित होने लगेगी शुरू में CC से यह PC में जाती है और बाद में यह PC से CC में जाती है तो आपको इस प्रकार का व्यवहार मिलेगा एक दूसरे धीरे चलने वाले को तेज करता है दूसरा जो धीमा है तो आपको यहाँ 2 स्थिरांक दिखाई देंगे यह रेट कांस्टेंट तो हम इसे अल्फा चरण बीटा चरण दवा की सांद्रता कहते हैं और PC बहुत अधिक होगा CC की तुलना में तो फिर सांद्रता दोनों कम्पार्टमेंट से समान अनुपात से घट जाती है जैसे जैसे प्लाज्मा से उन्मूलन होता जाता है तो आप ग्राफ में देखेंगे इस प्रकार जानते हैं जैसे कि एक तेज़ ड्रॉप और फिर धीमी ड्रॉप तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह 2 कंपार्टमेंट सिस्टम है तो हमें 2 कंपार्टमेंट मॉडल पर विचार करना होगा 2 कंपार्टमेंट मॉडल में हमारे पास क्या है आपके पास एक केंद्रीय कम्पार्टमेंट है यह आपका प्लाज्मा हो सकता है यह आपका परिधीय ऊतक और अन्य सभी अंग हो सकते हैं तो हमारे पास यहाँ एक अवशोषण k12 हो सकता है और फिर से ऊतक से वापस आने वाला k21 उन्मूलन केवल यहाँ होता है उन्मूलन केवल प्लाज्मा से ही यहाँ नहीं होता है तो कम्पार्टमेंट एक केंद्रीय रक्त हो सकता है और अच्छी तरह से पर्फ्यूज़ अंग जैसे कि लिवर किडनी अच्छी तरह से पर्फ्यूज़ जबकि एक कम पर्फ्यूज़ मांसपेशी ऊतक पतला ऊतक वसा तो धीमी गति से अवशोषण होता है धीमा विशोषण होता है यह केंद्रीय क्षेत्र में दवा की मात्रा हो सकती है यह परिधीय क्षेत्र में दवा की मात्रा है तो जब आप ऐसा करते हैं कि हम फिर से गणितीय मॉडल लिख सकते हैं इनपुट एलिमिनेशन k12 जा रहा है परिधीय k21 पर तो Ac में दवा परिधीय क्षेत्र से आ रही है दवा k12 क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और फिर वह दवा k10 की वजह से बाहर निकल जाती है फिर Ap जो यहां है यह केंद्रीय से विसरण में आता है फिर यह विसरण के माध्यम से बाहर निकल जाता है यह जाहिर है हम अंतःशिरा मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं dAc dtk 21 Ap− k 12k 10 Ac dA p dtk12 Ac−k 21 Ap CcAcVc CpApV p Act0Bolus Dose CcAexp−αtBexp−βt Average Plasma Concentration तो एक शॉट में सांद्रता यहाँ है GI डोज़ ओरल डोज़ मॉडल के विपरीत हम उस पर भी गौर करेंगे तो अंतःशिरा मॉडल और यह एक बोलस है तो यह बहुत सरल अंतर समीकरण हैं हम उन्हें हल कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है तो हम मिलता है concentration A exponent alpha tB exponent beta t तो अल्फा और बीटा की गणना इस से की जा सकती है और औसत प्लाज्मा सांद्रता होती है F जैव उपलब्धता डोज़ बीटा V बीटा tau और वास्तव में इसी प्रकार तो इसके 2 एक्स्पोनन्ट टर्म होंगे क्योंकि जैसा कि मैंने यहां बताया तो आपके पास एक यहां है और यहां एक है तो बोलस के लिए तो हमारे पास ये 2 टर्म होंगे यह आसानी से हल किया जा सकता है यदि आपको कैल्कुलस का कुछ ज्ञान है तो मैं उस में नहीं जाऊंगा तो यदि यह थोड़ा सा अनुमान लगाने का तरीका है तो इसे dxdt A x के रूप में लिखा जा सकता है और इस प्रकार के लीनियर प्रथम आर्डर के डिफरेंशियल समीकरण के लिए समाधान इस तरह दिया गया है e power lambda 1 e power lambda 2 लैम्ब्डा को मैट्रिक्स A के आइजेन वैल्यू कहा जाता है आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं Roots of the determinant A0 A को a11 द्वारा दिया गया है जो कि मैट्रिक्स में पहला टर्म है यह दूसरा टर्म है यह तीसरा टर्म है यह 4th टर्म है dAc dtk21 Ap− k12k10 Ac dAp dtk12 Ac−k21 Ap dx dt A x xCe−λ1tDe−λ2t λ s मैट्रिक्स A की आइजेन वैल्यू हैं 0 λ2 l a11a22 a11a22 - a21a12 0 तो आप इस आइजेन वैल्यू समीकरण को लिखते हैं तो आपको लैम्ब्डा स्क्वायर और यह सब मिलता है क्षमा करें यहां भी एक लैम्ब्डा है एक लैम्ब्डा यहां भी है तो आइए इनको समीकरण में लिखते हैं तो हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं यह एक सेकंड ऑर्डर है क्वाड्रैटिक समीकरण तो इसमें 2 लैम्ब्डा होंगे लैम्ब्डा 1 और लैम्ब्डा 2 तो x इस प्रकार है समीकरण C और D प्रारंभिक मूल्य पर निर्भर करता है तो यह एक छोटा सा पृष्ठभूमि है कि आपको इस प्रकार के संबंध कैसे या क्यों मिलते हैं तो यदि यह एक मौखिक खुराक है तो जाहिर है हमें फिर से ka अवशोषण पर विचार करना होगा फिर से हमारे पास एक केंद्रीय कंपार्टमेंट है यह इसका उन्मूलन हिस्सा है तो हमें यहां एक अतिरिक्त टर्म मिलता है शेष भाग समान रहते हैं लेकिन हमें एक अतिरिक्त टर्म मिलता है केंद्रीय के लिए A के साथ जबकि ऊतक के लिए यह नहीं बदलता है तो हमारे प्लाज्मा में एक सांद्रता होगी हमारे पास 3 टर्म होंगे तो एक टर्म ka से मेल खाता है जो अवशोषण भाग है ABC0 at t0 और ये 2 टर्म जैसा कि मैंने यहाँ बताया ये यहाँ 2 टर्म हैं तो एक 2 कंपार्टमेंट मॉडल के लिए हमारे पास 3 एक्स्पोनेंशियल चीजें होंगी ये 2 उन्मूलन से मेल खाता हुआ है एक तेजी से उन्मूलन और दूसरा धीमी गति से उन्मूलन यह अवशोषण से संबंधित है तो इस पर प्रकार मॉडल को देखते हैं तो वास्तव में हम कर सकते हैं यह एक कंपार्टमेंट के मॉडल के लिए एक बहुत अच्छा शिक्षण टूल है तो हम यहाँ विभिन्न मूल्य प्राप्त कर सकते हैं यह आपको अंतराल 0 देता है हाफ लाइफ नहीं है और हाफ लाइफ २ घंटे है वितरण की मात्रा २० लीटर है तो दवा की सांद्रता ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है इस तरह से ऊपर जाती है क्योंकि हमने तय किया है कि यह हर 2 घंटे की खुराक की तरह होगा तो मैं हूँ अगर अंश नीचे चला जाता है तो हम उसे भी मॉडल कर सकते हैं आप देख सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी जैव उपलब्धता भी कम हो जाती है यह एक अच्छा सिमुलेशन ग्राफ है जिस पर हम नज़र डाल सकते हैं यह एक कंपार्टमेंट के मॉडल पर आधारित है इसे KinPlot कहा जाता है तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं तो फिर हम अवश्य ही 3 कम्पार्टमेंट मॉडल ले सकते हैं तो हमारे पास 2 परिधीय क्षेत्र होते हैं यह आपका केंद्रीय प्लाज्मा हो सकता है और फिर आपके पास क्षेत्र 2 परिधीय क्षेत्र क्षेत्र 3 हो सकता है तो हमारे पास k12 k21 k31 k13 हो सकते हैं और फिर उन्मूलन अवश्य ही केवल केंद्रीय कंपार्टमेंट में होता है तो हमारे पास दवा की सांद्रता C1C2 C3 है तो हमारे पास 3 अंतर समीकरण हैं यह एक IV बोलस है तो हमारे पास यहां अवशोषण नहीं है इसी प्रकार यदि आप मौखिक या ओरल को शामिल करना चाहते हैं तो हम ka टर्म को भी इसमें ले सकते हैं और फिर हम इन अंतर समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स विश्लेषण के लिए एक बहुत ही उपयोगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल ऐड इन प्रोग्राम है आप इस सॉफ़्टवेयर को एक बार देख सकते हैं यह सॉफ़्टवेयर कई की गणना कर सकता है 1 कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट मॉडल आपके रेट कांस्टेंटांक के विभिन्न मूल्यों के लिए और हम एक्सेल में भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक कम्पार्टमेंट मॉडल है हमारे पास एक ओरल डोज़ के लिए यह समीकरण है जिसे हमें हल करने की आवश्यकता है तो हम एक्सेल का उपयोग कर सकते हैं 2 कंपार्टमेंट मॉडल के लिए क्षमा करें 2 कंपार्टमेंट मॉडल अंतःशिरा के लिए यह मॉडल 2 कंपार्टमेंट मॉडल IV के लिए है क्षमा करें ओरल डोज़ के लिए यह मॉडल है तो अल्फा बीटा के विभिन्न मूल्यों के लिए हम सिम्युलेट कर सकते हैं की कौन सी सांद्रता होगी केंद्रीय कंपार्टमेंट में और मैंने इसे एक्सेल में भी करने की कोशिश की है मैं चाहूंगा कि आप इसे देखें मैं आपको दिखाऊंगा तो यह मौखिक खुराक के लिए 2 कम्पार्टमेंट मॉडल है तो हमारे पास आपके अवशोषण से संबंधित एक होगा और अन्य 2 तेजी से उन्मूलन और धीमी गति से उन्मूलन से संबंधित होंगे तो जैसा कि आप यहां प्लाज्मा सांद्रता देख सकते हैं कि यह कैसे ऊपर जाता है तो शुरू में आपको यह तेजी से गिरता हुआ मिलेगा जिसे आप यहां तेज गिरावट देख सकते हैं और फिर आपके पास यहां एक धीमी गिरावट होगी तो तेज गिरावट यहां और फिर धीमी गिरावट यहां तो उस परिधीय की वजह से तेजी से उन्मूलन धीमी गति से उन्मूलन तो हम A B C के विभिन्न मूल्यों के साथ खेल सकते हैं और फिर हम इस लैम्ब्डा को बदल सकते हैं तो हम यहां समीकरण देते हैं हम इसे सिम्युलेट कर सकते हैं तो यह बहुत आसान है तो यह मौखिक अवशोषण के लिए 2 कंपार्टमेंट मॉडल है तो यह मौखिक अवशोषण के लिए एक कंपार्टमेंट मॉडल है तो यह समीकरण है यदि आपको एक कम्पार्टमेंट मॉडल याद है ka अवशोषण टर्म है माफ कीजिएगा ka अवशोषण टर्म है और ke उन्मूलन टर्म है तो हम F F को देख सकते हैं D खुराक है V वितरण की मात्रा है ka ke तो यह एक कम्पार्टमेंट मॉडल है आप यह देख सकते हैं यह एक कम्पार्टमेंट मॉडल है और यह 2 कंपार्टमेंट मॉडल मौखिक अवशोषण है तो हमारे पास एक कंपार्टमेंट मॉडल में 3 लैम्ब्डा हैं हमारे पास k अवशोषण है और केवल एक प्रतिपादक टर्म यहां आता है फिर हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमें कई खुराक को लेना हो मैं हर मान लीजिए 12 घंटे के बाद खुराक दे रहा हूं तो सांद्रता बढ़ती है और फिर यह बाहर निकलने लगती है फिर से मैं ये देता हूं ये मौखिक अनेक खुराक हैं तो फिर से सांद्रता बढ़ती है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और कई खुराक देने का लाभ देखा जाता है जैसा कि आप काले रंग को देख सकते हैं यह एकल खुराक देने से थोड़ा अधिक है क्योंकि आपके पास पहले से ही कुछ दवा थोड़ी बची हुई है और जब आप एक और खुराक सांद्रता में जोड़ रहे हैं यही कारण है कि कभी कभी अगर आप लगातार और खुराक देते रहते हैं तो यह थोड़ा सा बढ़ जाती है संचय होता है और आपको बेहतर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है उसी संचय के कारण तो पहली खुराक का अधिकतम यहां है यदि आप इस बिल्ड अप को नहीं लेते हैं तो आपको हमेशा एक ही अधिकतम सांद्रता C max मिलेगा लेकिन क्योंकि कुछ दवा अभी भी मौजूद है जब आप एक और खुराक देते हैं तो यह अधिक हो जाती है तो जब आप एक और तीसरी खुराक देते हैं तो आप और अधिक प्राप्त कर सकते हैं तो आप जारी रखते हैं तो आपको अधिक और अधिक मिलती रहेगी जैसे जैसे हम खुराक देते रहते हैं तो आप एक कंपार्टमेंट मॉडल अनेक मौखिक खुराक के लिए भी सिम्युलेट कर सकते हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है अब हम PD को भी शामिल कर सकते हैं जो कि फार्माकोडायनामिक्स है तो हमें सांद्रता पता हैं तो कल्पना कीजिए कि हम एक जीवाणुरोधी दवा दे रहे हैं और यदि d CFUdt k C जोकि CFU है जो कि बैक्टीरिया लोड है यानी कि कालोनियां ये सांद्रता पर निर्भर करती हैं कॉलोनी कम होती जाती हैं जो कि शरीर में मौजूद दवा की सांद्रता पर निर्भर करती है और यह केवल तभी मान्य है जब सांद्रता MIC MIC न्यूनतम निरोधात्मक सांद्रता है यदि सांद्रता बहुत कम है जैसे कि हम मान लें कि MIC 002 हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं तो इन सांद्रता पर दवा बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि जैसा कि आप परिभाषा के अनुसार जानते हैं अगर सांद्रता एमआईसी से ऊपर है तो ही यह बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होगी तो यदि यह इस क्षेत्र में है तो यह बैक्टीरिया को मारेगी अन्यथा यह बैक्टीरिया को नहीं मारेगी तो सरल मॉडल मैंने लिया है बैक्टीरिया को मारना दवा की सांद्रता के अनुपात में है लेकिन यह केवल तभी मान्य है जब यह एमआईसी से ज्यादा होगा तो जब हम ऐसा करते हैं और तब जब हम CFU पर नज़र डालते हैं तो कल्पना करें शुरू में आपके पास लघुगणक CFU है जिसका अर्थ है 10 की पावर 6 कॉलोनी तो इस क्षेत्र में बैक्टीरिया इस समीकरण के द्वारा मारे जा रहे हैं तो बैक्टीरिया कॉलोनियों में कमी आती रहती है लेकिन फिर उसके बाद यह दवा काम नहीं करती है तो बैक्टीरिया कॉलोनी केवल 4 पर रहता है इसका मतलब है कि log CFU4 अर्थात 10 की पावर 4 तो केवल एक खुराक से आप 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 तक कम कर सकते हैं जब आप इस तरह से कई खुराक देते हैं तो आप 10 की पावर 6 पावर 4 देते हैं लेकिन कल्पना करें कि आप दूसरी खुराक जल्दी दे रहे हैं तो यह फिर से काम करना शुरू कर देती है तो यह यहां से कार्य करता है दवा काम करती है काम करती है काम करती है और फिर केवल एक छोटे क्षेत्र के लिए यह काम नहीं करती है लेकिन फिर से यह काम करना शुरू कर देती है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं तो जैसे ही आप दूसरी खुराक देते हैं कॉलोनी वास्तव में बहुत कम हो जाती है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि शरीर के अंदर एक दवा की सांद्रता बहुत ही लंबे समय तक एमआईसी से ऊपर रहती है यहां से विपरीत क्योंकि जब इस दवा की सांद्रता कम हो जाति है तो कोई क्रिया नहीं होती है इस तरह के एक सरल मॉडल के अनुसार हम मोनॉड प्रकार का मॉडल भी बना सकते हैं CFUdt mu max जैसा कि आप जानते हैं मोनोड समीकरण mu max CCKs C दवा की सांद्रता है फिर से यह केवल तब मान्य होता है जब CMIC तो इस प्रकार जानते हैं तो आपको इस प्रकार के ग्राफ़ के विपरीत विभिन्न प्रकार के ग्राफ़ मिलते हैं जब हम मोनोड समीकरण को लेते हैं तो हम एक पीडी के लिए हम कोशिकाओं या बैक्टीरिया या जो कुछ भी है उन पर दवा के कार्य करने के विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में सोच सकते हैं तो क्या प्लाज्मा में दवा की सांद्रता के आधार पर हम पीडी मॉडल को शामिल कर सकते हैं तो यह पीके मॉडल है यह पीडी मॉडल है तो पीडी मॉडल में हम इसे एक बहुत ही सरल मॉडल के रूप में बना सकते हैं पहला ऑर्डर किलिंग मॉडल या हम मोनोड प्रकार के समीकरण को भी शामिल कर सकते हैं तो यह पीके पीडी समीकरण एक्सेल का उपयोग करके आसानी से मॉडल किया जा सकते हैं तो आपको इसके लिए एक बड़े सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है और आप को विचार करने की आवश्यकता है जैसा कि आप जानते हैं मैंने एक कम्पार्टमेंट ओरल के लिए बताया था हमारे पास यह समीकरण है जहां एक एकल मौखिक डोज़ है हमारे पास यह समीकरण है तो एक्सेल में मॉडल करना बहुत सरल है और एक 2 कंपार्टमेंट ओरल के लिए यह अंतःशिरा खुराक है आपके पास यह समीकरण है तो दोनों स्थितियों को मॉडल करना बहुत सरल है जैसा कि मैंने आपको दिखाया यह यहां 2 कंपार्टमेंट मॉडल है और यह यहां एक कंपार्टमेंट मॉडल है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो पीके पीडी आसानी से मॉडल किया जा सकते हैं जैसा कि मैंने यहां दिखाया है तो हमने पिछले 40 व्याख्यानों में बहुत कुछ देखा हमने बात की कि कैसे आप ड्रग डिज़ाइन के लिए कम्प्यूटेशन टूल का उपयोग करते हैं हमने बड़ी संख्या में डेटाबेस को देखा हमने संरचना बनाने वाले सॉफ्टवेयर्स को देखा हमने देखा कि कैसे विभिन्न डिस्क्रिप्टर को निर्धारित या गणना कर सकते हैं ये डिस्क्रिप्टर बहुत उपयोगी हैं क्योंकि जब हम मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध बनाने का प्रयास करते हैं तो हमें इन डिस्क्रिप्टर की आवश्यकता होती है हमने देखा कि कैसे कर सकते हैं रिग्रेशन 9regression रिलेशनशिप डिस्क्रिप्टर या स्ट्रक्चरल फीचर्स को एक्टिविटी से कैसे जोड़ा जाए हमने इसे QSAR कहा फिर हमने 3 आयामी QSAR को देखा जहां हम सिस्टम के कंफर्मेशन भाग को लाते हैं फिर हमने फ़ार्माकोफ़ोर मॉडलिंग को देखा फ़ार्माकोफ़ोर ऐसी खास विशेषताएं हैं जो मॉलिक्यूलर संरचना में होती है जैसे हाइड्रोजन बांड डोनर एक्सेप्टर हाइड्रोफोबिक और इसी प्रकार तो हमारे पास कुछ संरचनाएं हैं जिनके लिए हम जानते हैं कि कैसे गणना करें या फार्माकोफोर फीचर्स को कैसे निर्धारित करें हम डेटाबेस को स्क्रीन कर सकते हैं यह देखने के लिए कि क्या इस तरह के अन्य मॉलिक्यूल मैं इस प्रकार के फार्माकोफोर विशेषताएं हैं या नहीं हमने यह भी देखा कि कैसे संरचनात्मक विवरणों की गणना करें सेमी एमपीरीकल क्वांटम मैकेनिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक फीचर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जैसे उच्चतम भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी सबसे कम भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी और इसी प्रकार फिर हमने लक्ष्य आधारित ड्रग डिज़ाइन को देखा जहां हमारे पास लक्ष्य प्रोटीन है 3 डी संरचना ज्ञात है तो हम लिगैंड को लक्ष्य पर डॉक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कैसे जुड़ते हैं तो हमने लक्ष्य आधारित ड्रग डिजाइन के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर्स को देखा और हमने यह भी देखा कि विभिन्न प्रोटीनों की समान विशेषताओं को कैसे देखा जाए यदि आप यह समझना चाहते हैं कि क्या विभिन्न प्रोटीनों में एक लिगैंड क्रॉस बाइंडिंग हो रहा है और फिर अंत में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पर ध्यान दिया जिसका अर्थ है कि शरीर दवा के साथ क्या करता है एक कंपार्टमेंट मॉडल और 2 कंपार्टमेंट मॉडल मौखिक खुराक के लिए फिर फार्माकोडायनामिक्स जहां दवा शरीर के साथ करती है इसका मतलब है कि कोशिकाएं या ट्यूमर या बैक्टीरिया कवक तो आपने बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर देखें जो मुफ्त में उपलब्ध हैं डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर्स या वेब सर्वर के माध्यम से आपको इस विशेष पाठ्यक्रम को सीखने के लिए किसी भी व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है कृपया याद रखें कि हमने बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर्स को देखा और उनमें से सभी शैक्षणिक कार्य के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं उनमें से सभी उनमें से कई डाउनलोड करने योग्य हैं उनमें से कई सर्वर के माध्यम से चलाए जा सकते हैं आपको परिणाम अपने ईमेल में प्राप्त हो जाते हैं और फिर ये सभी सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे हैं जिन्हें हम अपने शोध कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं हम इसे अपने शैक्षणिक कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं तो हमें किसी भी व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है और ये सभी सॉफ्टवेयर्स विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा विकसित किए गए हैं तो उन का स्तर बहुत उच्च है मुझे आशा है कि आपको यह पाठ्यक्रम पसंद आया होगा मुझे आशा है कि आप लाभान्वित हुए हैं और आप इन सभी डेटाबेस और सॉफ़्टवेयर का उपयोग अपने शोध को आगे बढ़ाने या अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे मुझे यकीन है कि जो मैंने आपको दिखाया है उसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं तो मुझे आशा है कि आपका समय अच्छा बीता होगा मुझे यह भी आशा है कि आपको इन सभी असाइनमेंट समस्याओं को हल करने में अच्छा लगा होगा आप को शुभकामनाएं और गुड लक और इन सभी व्याख्यानों और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद